सेवा की गुणवत्ता पर हमारी चर्चा के साथ आगे बढ़ते हुए जिसे हमने अब कल की चर्चा से समझा है हमारा उद्देश्य ग्राहक की सिफारिश तक पहुँचना है जिसका अर्थ है कि ग्राहक की इस स्थिति से हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे पास ग्राहक हैं जो मुस्कुरा रहे हैं संतुष्ट हैं और हैं आपकी सेवा की गुणवत्ता तथा उस संतुष्टि के बारे में जो आपकी सेवा प्रदान करती है प्रसार करता है अब जैसा कि इस आरेख में दिखाया गया है अगर ग्राहक उस स्थिति में खुश होने की परिस्थिति में खुश नहीं है तो यह केवल कुछ बटन पुश करने का मामला नहीं है क्योंकि प्रौद्योगिकी आपको रास्ते में कहीं ले जा सकती है लेकिन अक्सर ऐसा होगा जब अन्य वस्तुओं पर व्यवस्थित रूप से ध्यान नहीं रखा जाता है तो ग्राहक बहुत दुखी होगा जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है लेकिन आपके सेवा प्रदाता को वास्तव में ग्राहक के नाखुशी के स्तर का अंदाजा नहीं हो सकता है इसलिए सर्विस प्रोवाइडर सेवा प्रदाता और सर्विस कंजूमर सेवा उपभोक्ता के बीच एक समक्रमिकता होगी इसलिए जैसा कि हमने कल चर्चा की कि हमारे पास ये गुण हैं ये प्रक्रियाएं हैं इन प्रक्रियाओं की क्रियाएं हैं जो टेजिबल एंपैथी तथा रिस्पांसिंवनेस रिलायबिलिटी एश्योरेंस हैं जो हमें ग्राहकों की संतुष्टि तक ले जाएगा और जो हमें ग्राहक सिफारिश की ओर ले जाएगा हमने जानबूझकर इस आरेख को इस तरह का एक अस्पष्ट तथा ढका हुवा आरेख फजी ओवरलैपिंग डाइग्राम आरेख बना दिया है ताकि आपके सामने इन तथ्यों को उजागर कर सकें इसके पांच कारक है जिसमें वास्तविक मूर्त टेंजिबल का अर्थ है आधुनिक उपकरण दिखने में आकर्षक सुविधाएं कर्मचारी जिन्हें पेशेवर के रूप मैं दर्शाया जा सके दिखने में आकर्षक सामग्री जो सेवाओं से जुड़ी हुई हो सकती है या समानुभूति एंपैथी का मतलब होगा ग्राहक पर व्यक्तिगत ध्यान देना कर्मचारी जो ग्राहकों की अच्छे प्रकार से देखभाल करें अपने मन में ग्राहकों का हित सोचे कर्मचारी जो ग्राहकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुविधाजनक व्यवसायिक समय में कार्य का निष्पादन करें ये एंपैथी के तहत आएंगे विश्वास का मतलब ऐसे कर्मचारियों से होगा जो ग्राहकों में विश्वास जगाते हैं जिससे ग्राहक अपने लेन देन में सुरक्षित महसूस करते हैं जिन कर्मचारियों को सवालों के जवाब देने के लिए ज्ञान होता है जवाबदेही का आशय ग्राहक को यह जानकारी देना है कि कब सेवा प्रदान की जाएगी ग्राहकों को त्वरित सेवा ग्राहकों की मदद करने की इच्छा तत्परता ग्राहकों के अनुरोध का जवाब देना है और अंत में रिलायबिलिटी विश्वसनीयता का अर्थ होगा दिए गए वचन के अनुसार सेवाएं प्रदान करना है ग्राहकों की समस्याओं से निपटने में निर्भरता आश्वस्त किए गए समय पर सेवाओं की आपूर्ति करना त्रुटि मुक्त रिकॉर्ड बनाए रखना आदि इन सभी विभिन्न प्रक्रियाओं विशेषताओं कार्यों को कर सकते हैं हालाँकि विफल होते हैं और हम उस तरह की विफलताओं के बारे में चर्चा करेंगे जो होती हैं और यह क्या है इस पर हम कुछ समय बाद इसके बारे में बात करेंगे लेकिन पहले मुझे आपके साथ कुछ दिलचस्प शोध साझा करने दें ग्राहक संतुष्टिके संबंध में कई अध्ययन किए गए हैं वास्तव में सेवा साहित्य में शायद ग्राहक संतुष्टिके संबंध में सबसे अधिक साहित्य की उपलब्धि हैं क्योंकि यह एक आकर्षक विषय है सेवाएं अमूर्त इनटेंजिबल हैं यहां तक कि कल हमने उन पांच वर्गों के पांच तरीकों की चर्चा की जो सेवा की गुणवत्ता सर्विस क्वालिटी को खोजते हैं जिनमें एंपैथी एश्योरेंस सम्मिलित हैं ये सभी बहुत मानवतावादी व्यक्तिपरक गुणात्मक प्रक्रियाएं और कदम हैं इसलिए यह निर्धारित करना इतना आसान नहीं है कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं तो ग्राहक संतुष्टि ही वह कारण है जो यह स्पष्ट करती है कि किस प्रकार सेवा ग्राहकों को संतुष्ट कर सकती है क्यों और कब सेवाओं से ग्राहक असंतुष्ट हैं इन विषयों ने अनुसंधान पर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित किया है किंतु एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि सभी ग्राहक जब वे सेवा की प्राप्ति के समय मूल्य का भुगतान कर रहे हैं या वे जब एक सेवा प्राप्त करने के लिए मूल्य का आदान प्रदान कर रहे हैं स्पष्ट रूप से संतुष्ट होना चाहते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जैसा कि मैंने कल भी उल्लेख किया है एक संतुष्ट ग्राहक आवश्यक रूप से एक दोहराने वाला ग्राहक नहीं है और जरूरी नहीं कि ग्राहक द्वारा उस वस्तु या सेवा की सिफारिश की जाए इसलिए ग्राहकों की निष्ठा प्राय बेहतर विकल्प की कमी के कारण होती है तो परिवर्तन की असुविधा ग्राहकों की निष्ठा के पक्ष में तर्क नहीं देती है जिससे वह ग्राहक सिफारिश का नेतृत्व करें तो परिवर्तन की असुविधा ग्राहक को बांध कर तो रख सकती है किंतु इसका आशय यह नहीं है कि ग्राहक खुश महसूस कर रहा है क्योंकि आपके पास केवल एक खुश ग्राहक डीलाइटफुल कस्टमर है इसलिए ग्राहक सिफारिश हासिल करने के लिए खुशी बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा कि मैंने पहले संक्षेप में चर्चा की थी कि जब इस खुशी की बात आती है तो आप जानते हैं कि क्या हम वास्तव में एक आरेख बनाते हैं जहां यह वास्तव में असंतुष्ट क्षेत्र है और यह संतुष्ट है और हम इसे अतिरिक्त सुविधाएं और सुविधाओं की कमी कहेंगे इसलिए स्पष्ट है कि यदि आप और संतुष्टि की तरफ से जाते हैं तो ग्राहक संतुष्टि की ओर है इसमें विभिन्न प्रकार के कारक सम्मिलित हैं उदाहरण के लिए एक रेस्तरां में यदि आपके पास शौचालय नहीं है तो ग्राहक इससे असंतुष्ट होगा लेकिन यदि आप 5 शौचालयों की सुविधा भी प्रदान करते हैं तो भी वह ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि नहीं करेंगे तो इसका यह अर्थ है कि कुछ ऐसे कारक हैं जहां अनुपस्थिति असंतोष का कारण है किंतु उपस्थिति एक निश्चित सीमा तक ही संतुष्टि का कारण बनती है इसके बाद वह संतृप्त हो जाती है और फिर कुछ निश्चित प्रकार के कारक हैं जहां आप इतने अच्छे से अधिक को जानते हैं इन्हें यूनिडायरेक्शनल कहा जाता है यह मूल्य वजन और इन सभी प्रकार के कारकों की तरह है तो आप जानते हैं कि यह जितना कम होगा उतना बेहतर माना जाएगा ग्राहक कम मूल्यों को जानते हैं भले ही वे यह कहना चाहे कि यह लगभग मुफ्त के समान है अतः इसका यह अर्थ है कि जितना मूल्य कम होगा ग्राहकों की संतुष्टि उतनी अधिक होगी किंतु जहां तक उन्हें संतृप्त कहा जाता है तो इन्हें कहा जाता है इसका मतलब है कि आपके पास में यह सुविधाएं अनिवार्य रूप से होनी चाहिए किंतु यदि आपके पास वह अत्यधिक क्षमता में है तो भी यह प्रसन्नता को नहीं बढ़ाता है क्योंकि ग्राहक सुविधाओं की कमी के कारकों पर अधिक ध्यान देते हैं तथा जिनके बारे में भी सचेत नहीं है लेकिन जब आप इनके बारे में उन्हें बताते हैं या जब वे उन सुविधाओं का लाभ उठाते हैं तो उन सुविधाओं की प्रथम झलक उनकी संतुष्टि को तेजी से बढ़ाती है और वे हर्ष का अनुभव करते हैं हम इस मॉडल को कानो मॉडल के नाम से जानते हैं इसे प्रोफ़ेसर कानों का योगदान भी कहा जाता है तथा आप इसे नेट कानो मॉडल के नाम से भी जांचना चाहेंगे उनके इस पेपर की विभिन्न महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां उपलब्ध है किंतु मैं कानो मॉडल पर बाद में आऊंगा जब हम इस सत्र का समापन कर रहे होंगे इस समय में केवल इस तथ्य के प्रति आपको सचेत करना चाहता था कि ग्राहक संतुष्टिमें वे तथ्य जो ग्राहक संतुष्टिका कारण बनते हैं ऐसे कारकों को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है जिसे हम बुलाते हैं इसमें से प्रथम है होना चाहिए और इसका आशय है कि वह इस कार्य के लिए आपके प्रवेश के मानदंड हैं यदि आपके पास शौचालय नहीं है तो एक रेस्तरां चलाना बहुत मुश्किल है और फिर कुछ निश्चित कारक हैं जो कि अकल्पनीय हैं जिसका अर्थ है जैसा कि आप देखते हैं कि यदि आप इस प्रकार के कारकों में बहुत अधिक निवेश करते हैं तो यह बहुत उपयोगी नहीं है और इसकि एक निश्चित सीमा भी है जिसके अनुसार आपको यूनिडायरेक्शनल प्रकार के कारकों में अपने निवेश को नियोजित करना होगा और आपको वास्तव में अधिक जोर देना चाहिए या इन कारकों में अधिक निवेश करना चाहिए जो प्रसन्नता का कारण बनता है क्योंकि यही वह चीज है जो आपको ग्राहक सिफारिश की ओर ले जाएगी इसलिए जब आप इस ग्राहक को कुछ अतिरिक्त मूल्य देते हैं तो आपको करना होगा मैंने कानो मॉडल पर चर्चा करते हुए आपको इस तथ्य से सचेत किया है कि इस अतिरिक्त मूल्य पर आप क्या ध्यान देंगे यह इन तीन वर्गीकरणों पर निर्भर करेगा तो इंटरनेट पर कानो मॉडल की जांच करें उन पेपर्स में से कुछ को पढ़ें जब कानो मॉडल सेवा व्यवसायों पर लागू होता है और हम एक बार फिर समापन के दौरान इस पर चर्चा करेंगे फिर से कुछ बहुत अच्छे शोध जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा कि औसत व्यवसाय केवल उनके 4 प्रतिशत ग्राहकों से सुनता है जो असंतुष्ट हैं इसका मतलब है कि 96 प्रतिशत ग्राहक असंतुष्ट हैं लेकिन वे आपको यह बताने में परेशानी नहीं उठाते हैं कि वे असंतुष्ट हैं और इस 96 में से जो शिकायत करने की जहमत नहीं उठाते हैं उनमें से 25 प्रतिशत को गंभीर समस्या है जिसका अर्थ है कि यह बहुत कुछ है इसका मतलब है पूरी आबादी के लगभग 24 प्रतिशत वे हैं जो गंभीर रूप से असंतुष्ट हैं तो अब आता है और स्पष्ट है कियह कुछ ऐसा है जिसे आपको अपनी प्रबंधन प्रणाली सेवा प्रबंधन प्रणाली में संबोधित करना चाहेंगे ताकि आपको यह देखना होगा कि अधिक से अधिक लोग अपने अनुभवों तथा असंतोष को व्यक्त करें क्योंकि यदि आप नहीं जानते हैं क्योंकि यह केवल 4 प्रतिशत दिखाता है तो वे वास्तव में स्पष्ट करते हैं इसलिए यह 4 प्रतिशत संख्या आपको बढ़ानी होगी क्योंकि जितना अधिक आप जानेंगे सुधारात्मक कार्रवाई करने की आपकी क्षमता उतनी ही बेहतर होगी स्पष्ट है अब यह 4 प्रतिशत लोग जो बहुत दिलचस्प शिकायत करते हैं वे आपूर्तिकर्ता के साथ उन 96 लोगों की तुलना मैं साथ रहने की अधिक संभावना रखते हैं जो शिकायत नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है जो 4 प्रतिशत शिकायत करते हैं और आप शिकायत के बारे में जानते हैं और इसलिए आप सेटअप कर सकते हैं यदि आप एक अच्छी तरह से चलने वाले सेवा व्यवसाय हैं तो आप ग्राहकों की पुनर्प्राप्ति के लिए एक प्रक्रिया स्थापित कर सकते हैं आप ग्राहक को क्षतिपूर्ति करने के लिए भी प्रक्रिया स्थापित कर सकते हैं और इसलिए आपके पास संबंध विकसित करने का एक अवसर है इसलिए जो ग्राहक शिकायत करते हैं वे आपकी सेवाओं के लिए उन ग्राहकों की तुलना में जो ग्राहक जो चुपचाप शिकायत नहीं करते हैं और चुपचाप असंतुष्ट चुपचाप नाखुश रहते हैं बेहतर संपत्ति हैं 60 प्रतिशत लोग जो शिकायत करते हैं ग्राहकों के रूप में रहेंगे यदि उनकी समस्या का समाधान किया गया और उनमें से 95 लोग आपके साथ बने रहेंगे यदि उनकी समस्याओं का समाधान समय पर कर दिया जाता है इन सभी संख्याओं की प्राप्ति विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं के साथ किए गए कुशल अनुसंधान का परिणाम है विशेष रूप से उच्च संपर्क सेवाओं जैसे कि एक रेस्तरां या एक 4 सितारा होटल या एक सैलून या कुछ प्रकार की चिकित्सा प्रक्रिया में ये सभी सम्मिलित हैं इन संख्याओं का निर्धारण उच्च स्तर की संपर्क सेवाओं पर किए गए शोध के आधार पर किया गया है अब मैं एक अन्य शोध आपके साथ साझा कर रहा हूं जैसा कि 10 साल पहले या 15 साल पहले हो सकता है क्योंकि विभिन्न प्रकार के सोशल मीडिया के देशव्यापी प्रस्तुतों के कारण यह फेसबुक ट्विटर और इसी तरह के माध्यमों पर है और आज ये अधिक गंभीर बिंदुओं को स्पष्ट करता हैं क्योंकि एक असंतुष्ट ग्राहक कम से कम 10 से 20 अन्य लोगों से बात करेगा अब इस संख्या का जो मैं अनुमान लगाता हूं वह आज 100 गुना अधिक हो सकता है इसका मतलब है 1000 से 2000 लोग वास्तव में इस असंतुष्ट ग्राहक के मत को एक होटल सेवा के बारे में या परिवहन सेवा के बारे में या मोबाइल फोन सेवा के बारे में अधिक दिलचस्प तरीके से नोटिस कर सकते हैं पिछले महीने मुझे एक बुरा अनुभव हुआ था मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ इस विशेष समस्या को साझा किया था जो मैंने विदेश जाने पर लिया था और अपने वैश्विक भ्रमण के लिए मैंने एक वैश्विक रोमिंग पैक लिया था किंतु जब मैं वापस आया तो वह लागू नहीं हुआ और मुझे कुछ 44000 रुपये देने को कहा गया लेकिन और मुझे बिलिंग के अगले चक्र से पहले 15 दिनों तक इंतजार करना पड़ा जब उस पैक को लागू किया गया और फिर मेरा बिल 3000 रुपये तक कुछ कम हो गया अब यह विसंगति तब है जब मैंने इसे अपने फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ इस हिस्से को व्यक्त किया मुझे उस पर कुछ 600 क्लिक मिले तो इसका अर्थ यह है कि पूर्व शोध से ज्ञात हुआ कि एक असंतुष्ट ग्राहक अपनी समस्या के बारे में 10 से 20 लोगों से बात करेंगे लेकिन आज यह संख्या सोशल मीडिया के कारण तेजी से बढ़ रही है इसलिए यदि आप होटल डॉट कॉम या बुकिंग डॉट कॉम या गोआईबिबो डॉट कॉम जैसी साइटें देखते हैं तो आप देखेंगे कि ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो सेवाओं के प्रति अपनी संतुष्टि अथवा असंतोष को व्यक्त करते हैं क्योंकि होटल डॉट कॉम द्वारा अपने ग्राहकों को प्रोत्साहन दिए जाते हैं और इन साइटों पर वे नियमित रूप से अपने ग्राहकों से बातचीत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं आप अपनी रेटिंग डाल सकते हैं और ये हैं कि वे बहुत शक्तिशाली विपणन उपकरण हो सकते हैं वे बहुत शक्तिशाली डी विपणन तकनीक हो सकते हैं इसलिए स्पष्ट है उन ग्राहकों की राय अथवा संदर्भ जो पहले सेवाओं का उपभोग कर चुके हैं सेवा के इच्छुक ग्राहकों के लिए अत्यधिक महत्वरखती है अतः इसलिए मौखिक प्रचार वर्ड ऑफ माउथ word of mouth का ध्यान रखना रखना और नियमित रूप से ग्राहक की प्रतिक्रिया भी मांगनी चाहिए और उन प्रतिपुष्टि फीडबैक पर कार्य करना ही आज सेवाओं के प्रबंधन के महत्वपूर्ण तत्व बन गए हैं क्योंकि जितना अधिक फीडबैक आपको प्राप्त होगा उतना ही अधिक समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको अवसर प्राप्त होंगेइसलिए आपको सबसे पहले इस संख्या को 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 24 प्रतिशत 34 प्रतिशत या 50 प्रतिशत करना चाहिए जो आदर्श होगा और फिर आप उन समस्याओं को संबोधित करते हैं और आप नियमित रूप से देखते हैं कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की बातचीत हो रही है और देखते हैं कि कार्रवाई की जाती है और एक और दिलचस्प बात यह है कि जब कोई समस्या हल हो जाती है तो भी किसी अन्य ग्राहक द्वारा असंतुष्ट ग्राहक की बात को भी 2000 लोगों तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है किंतु संतुष्ट ग्राहक यदि आप वास्तव में उन्हें स्पष्ट करने के लिए कहते हैं तो वह भी 500 हजार लोगों तक पहुंच जाएगी और यह एक शक्तिशाली ताकत है इसे ही हम ग्राहक की सिफारिश कहते हैं विफलता की लागत यह एक और दिलचस्प शोध है जिसे मैंने एक बैंक से लिया है जाहिर है यदि और सफलता आती है उदाहरण के लिए बैंकों में धोखाधड़ी अथवा किसी प्रकार का गलत लेन देन तो इन सभी परिस्थितियों में इस प्रकार की विफलता की लागत बहुत बहुत अधिक होती है इसलिए इस तरह की सेवाओं में जो उच्च सुरक्षा की मांग करते हैं रोकथाम की लागत से शुरू करना बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए वह विनियोग जो आप अपने बचाव के लिए करते हैं अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं और आपके पास ऐसी प्रक्रिया भी होनी चाहिए मान लीजिए आपके इस बचाव तंत्र से कोई दुष्प्रचार निकल जाता है तो आप को होने वाली समस्या से पूर्व ही ऐसी समस्या का पता लगाने में बचाव तंत्र सक्षम होना चाहिए और यह तरीके हैं जो इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं ग्राहक टिप्पणी कार्ड का नियमित निरीक्षण और अंकेक्षण करते हैं विभिन्न प्रकार से अन्य पक्षकारों का भी अंकेक्षण करते हैं तथा मैं आपको केवल एक अलग प्रक्रिया के रूप में आपको दिखाना चाहता हूं तथा जिनकी वर्तमान समय में संबंधित प्रभावशीलता है इसलिए सेवा पुनर्प्राप्ति एक ऐसी वस्तु है जिसके बारे में हम बाद में और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे लेकिन इस समय मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सेवा वसूली प्रणालीगत प्रतिक्रिया से हो सकती है इसमें कुछ प्रारंभिक हस्तक्षेप हो सकते हैं इसका आशय यह है कि पता लगाने के स्तर पर और हम इन सभी भारों या इस भिन्न के मिश्रण को देखते हैं जिनकी सहायता आपको लेनी चाहिए इसलिए मैं इस सत्र का समापन असाइनमेंट के इस विषय के साथ करता हूं जोकि फोरम के लिए पर्याप्त है और यह आपके सामने स्क्रीन पर है कि पहला सवाल यह है कि सेवा गुणवत्ता के पांच आयाम उन उत्पाद की गुणवत्ता से कैसे भिन्न हैं और मैं कहूंगा कि वास्तव में हो सकता है कि मैंने चार दिए हों मैं कहूंगा कि आप इस एक पर ध्यान केंद्रित करना जानते हैं कि सेवा की गुणवत्ता के पांच आयाम उत्पाद की गुणवत्ता आयामों से कैसे भिन्न होते हैं और दूसरा जो मुझे लगता है कि मैं कहूंगा कि सेवा विफलता से पुनर्प्राप्ति कैसे एक अप्रत्यक्ष कृपादान हो सकती है और यहां मैं चाहूंगा कि आप अपने कर्मियों के अनुभव को साझा करें इसका मतलब है सेवा की विफलता की स्थिति में एक प्रतिकूल स्थिति में आप उस स्थिति में हैं जिससे आप नाराज हैं और फिर सेवा प्रदाता ने उस स्थिति से उबरने के लिए कुछ किया और क्यों इसे एक अप्रत्यक्ष कृपादान माना जाएगा मैं कहूंगा कि ये दो सवाल हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए कि उत्पाद की गुणवत्ता के पांच आयाम उत्पाद की गुणवत्ता से कैसे भिन्न हैं और दूसरा यह है कि किस तरह से एक सेवा विफलता से उबरने में मदद मिल सकती है अप्रत्यक्ष कृपादान और अपने कर्मियों के अनुभव को साझा करें और कृपया इन प्रतिक्रियाओं को मंच पर पोस्ट करें और यह एक लंबी अवधि का असाइनमेंट है आप इसे प्रस्तुत कर सकते हैं मैं कहूंगा कि यह स्वैच्छिक है पहला वास्तव में अनिवार्य है जो एक है वह दो प्रश्नों का हैं लेकिन यह लंबा काम स्वैच्छिक है अगर इसे प्रस्तुत करने के लिए मैं इसका मूल्यांकन करूंगा और मैं अपनी टिप्पणियों के साथ रहूंगा और मैं इसकी सराहना करूंगा जाहिर है यह एक से दूसरे समूह मैं ज्ञान प्राप्ति के लिए भी बहुत उपयोगी होगा पहली बात यह है कि आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए इन अंतराल फिलॉसफी या अंतराल विधि का विश्लेषण करूं जो कि इस धारणा और अपेक्षा के बीच की खाई को पार कर जाए और सेवा गुणवत्ता के लिए एक मॉडल के रूप मे सोचने के लिए आपके सामने प्रस्तुत की जाए क्या आप इस बात से सहमत हैं क्या आपने कुछ आरक्षणों को देखा है आपने कुछ परिस्थितियाँ देखी हैं जहाँ इसे लागू नहीं किया जा सकता है तो अंतराल के लिए आपके अनुभव और स्पष्टीकरण क्या हैं और आप एक ऐसी परिस्थिति को ले जिसमें यह अंतराल स्पष्ट रूप से उपस्थित हो और आप अपने विकल्पों का सुझाव दें कि उन अंतरालों की पूर्ति कैसे करें